अब हम बैटरी का चयन करते हैं पहले हम देखते हैं कि बैटरी की वाट आवर रिक्वायरमेंट क्या है Whload Whnight बटा एफिशिएंसी के बराबर है सामान्य स्थिति में Whday फोटोवोल्टेइक पैनल के द्वारा तथा नाइट लोड बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है फोटोवोल्टेइक पैनल बैटरी को चार्ज कर देगा ताकि रात्रि में जब इन्सोलेशन नहीं है तब बैटरी लोड को पर्याप्त एनर्जी प्रदान कर सके यहाँ एफिशिएंसी को इसलिए शामिल किया गया है ताकि चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाले लॉसेस गणना में शामिल हो जाएं इस प्रकार Whnight बटा एफिशिएंसी में नाइट लोड के साथ ही बैटरी के चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाले लॉसेस जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं सम्मिलित हैं यह तब के लिए उचित है जब पीवी पैनल लोड को सप्लाई देने में प्रतिदिन योगदान देता है किंतु हमने अभी चर्चा की थी कि ऐसा हो सकता है जब लगातार कुछ दिनों के लिए पर्याप्त सन पावर न हो उदाहरण के लिए बादलों के होने पर अर्थात डेज ऑफ ऑटोनोमी हो सकते हैं अब मान लेते हैं कि डेज ऑफ ऑटोनोमी जिसे हम na से निरूपित करते हैं की संख्या 0 नहीं है अर्थात कम से कम 1 दिन ऐसा है जब पीवी पैनल भाग नहीं ले रहा है ऐसे 2 दिन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी अतः यदि na ≠ 0 हो तो वह क्या लोड होगा जो बैटरी को सप्लाई करना होगा अवश्य ही उस दिन के नाइट लोड का भी इसे ध्यान रखना होगा इस प्रकार यह Whnight बटा बैटरी की एफिशिएंसी प्लस Whday तथा Whnight का योग अर्थात दिन का संपूर्ण लोड बटा एफिशिएंसी गुणित डेज ऑफ ऑटोनोमी की संख्या na होगा डेज ऑफ ऑटोनोमी की संख्या वे दिन हैं जब सन पावर उपलब्ध नहीं है ये वे कुल वाट ऑवर होंगे जो बैटरी को प्रदान करने होंगे इसे इस प्रकार सरलीकृत किया जा सकता है Whnight बैटरी की एफिशिएंसी x na 1 Whday बैटरी की एफिशिएंसी x na अब हम बैटरी केमिस्ट्री का चयन करें उदाहरण के लिए हम ट्यूब्युलर लेड एसिड बैटरी जिसकी डीप डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक लगभग 80 डीओडी है सामान्यतः इसका चयन पीवी एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा एक 80 डीओडी के डीप डिस्चार्ज वाली ट्यूब्युलर लेड एसिड बैटरी लंबे समय तक लोड को एनर्जी प्रदान कर सकती है इसके लिए Ahbat को Whload से कैलकुलेट किया जाता है यहां Whload की पहले बताए अनुसार गणना की जाती है जिसमें बैटरी की एफिशिएंसी को शामिल कर लिया गया है पूर्व में लिए गए एक उदाहरण को पुनः देखें याद करें इसमें तीन लोड थे लोड 1 लोड 2 तथा लोड 3 लोड 1 24 V DC पर कार्य करने वाला तथा दिन रात निरंतर बना रहने वाला एक 48 W का लोड था लोड 2 भी 24 V DC पर ही कार्य करने वाला एक वाटर पंप था जो दिन में तीन बार 1 1 घंटे के लिए कार्यरत रहता था तथा लोड 3 भी 24 V DC पर ही प्रत्येक 2 घंटे में 6 मिनट के लिए 3 A करंट लेने वाला लोड था हमने इस उदाहरण के लिए डे लोड 612 Wh तथा नाइट लोड 9144 Wh परिकलित किया था अब हम इन मानों का बैटरी के चयन में बैटरी की कैपेसिटी की गणना में उपयोग करेंगे Vbat nom 24 V है DOD अथवा डेप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज 80 है डेज ऑफ़ ऑटोनॉमी की संख्या na तथा डेज ऑफ़ रिचार्ज की संख्या nr दोनों को ही हम 0 मान लेते हैं क्योंकि हम अपनी डिजाइन इस तरह से कर रहे हैं कि फोटोवोल्टाइक पैनल प्रत्येक दिन लोड को सप्लाई प्रदान करने में भाग लेते हैं Whload Whnight बटा बैटरी की एफिशिएंसी अर्थात 9144 Wh07 होगा यहां मैंने बैटरी की एफिशिएंसी 70 मानी है जोकि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है Ahbat की गणना 1306 Wh 08 x 24 V से की जा सकती है जहाँ 08 बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज तथा 24 V बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज है इस प्रकार Ahbat 68 Ah प्राप्त होता है हम पहले देख चुके हैं कि नॉन ओवरलैप कंडीशन में लोड करंट मैक्सिमम लगभग 6A है तथा लोड करंट एवरेज लगभग 265 A है यदि आप 68 Ah तथा 6A की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मान लेते हैं कि एक 70 Ah बैटरी जिसका C रेट C10 है तो यह होगा लगभग 7 A अर्थात 70 A107A चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग रेट और इसलिए हम उस बैटरी का चयन कर सकते हैं जिसके एंपियर आवर 70 Ah तथा C रेट C10 अथवा C10 हो यह एक वर्स्ट केस डिजाइन होगी क्योंकि इस स्थिति में हमारी मैक्सिमम करंट रेटिंग भी C10 रेटिंग द्वार प्रदत्त करंट से कम है इस डिजाइन में कैपेसिटी आवश्यकता की पूर्ति होती है इस स्थिति में बैटरी का आकार एवं कीमत दोनों बढ़ जाते हैं किंतु हम 68 Ah तथा एवरेज करंट 265A को आधार मानकर एक 70Ah तथा C20 बैटरी का चयन कर सकते हैं इससे प्राप्त करंट की मात्रा लगभग 35 A होगी जोकि 265 A एवरेज से काफी अधिक है और यह भी ठीक प्रकार काम करेगी हालांकि मैक्सिमम करंट डिस्चार्ज जोकि 6 A है की स्थिति में C20 मान के लिए कैपेसिटी में कुछ कमी होगी किंतु यदि यह स्वीकार करने योग्य हो तो इसका चयन करना लाभदायक हो सकता है क्योंकि इसका आकार तथा कीमत निश्चित ही कम होंगे